तो इंजीनियरिंग गणित II पर व्याख्यान में आपका स्वागत है यह विशेष फंक्शन्स के लाप्लास ट्रांसफॉर्म पर व्याख्यान संख्या 58 है तो इस व्याख्यान में हम डिराक डेल्टा फ़ंक्शन या विशेष रूप से डिराक डेल्टा फ़ंक्शन के लैपलेस ट्रांसफॉर्म बेसेल के फ़ंक्शन और इन लैगुएरे पोलीनोमियल्सों को भी कवर करेंगे Refer Slide 0034 इसलिए डिराक डेल्टा फ़ंक्शन में आकर हम आमतौर पर इसे इस आयताकार पल्स के माध्यम से परिभाषित करते हैं या ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा हम ऐसे विशेष या सामान्यीकृत फ़ंक्शन को परिभाषित कर सकते हैं जहां इस आयताकार पल्स की सहायता से हम इस आयताकार पल्स को परिभाषित करते हैं 𝜙𝜖a के रूप में 0 यदि 𝑡 𝑎 और इस 𝑎 से 𝑎 𝜖 के बीच हम इसे 1𝜖 के रूप में परिभाषित करते हैं तो इस 𝑎 से 𝑎 𝜖 तक की ऊंचाई 1𝜖 है अन्यथा तो इस क्षेत्र में और पहले के क्षेत्र में यह 0 है तो इसे आयताकार पल्स फ़ंक्शन कहा जाता है अब पहले हम इस आयताकार पल्स फ़ंक्शन का लैपलेस ट्रांसफ़ॉर्म प्राप्त करेंगे क्योंकि इस डायराक डेल्टा फ़ंक्शन को इस आयताकार पल्स फ़ंक्शन की सीमित स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है या परिभाषित किया जा सकता है जब यह 𝜖 बहुत छोटा होता है इसलिए यदि यह 𝜖 0 पर जाता है और उस स्थिति में यह 1𝜖 स्वाभाविक रूप से ∞ की ओर प्रवृत्त होगा और यही वह कार्य है जिसे हम यहां डिराक डेल्टा फ़ंक्शन के रूप में परिभाषित करेंगे तो पहले हम इस दिए गए 𝜖 के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो पहले सीमित स्थिति पर विचार किए बिना तो इस लैपलेस को उस परिभाषा के साथ बदलना जो हमारे पास e st है और फिर इस 𝜙𝜖a को इस फ़ंक्शन या इस चर 𝑡 पर इंटेग्रटिंग किया जाएगा तो यहाँ यह इंटीग्रलकैसे प्राप्त किया जाए यह सरल है क्योंकि 0 से ∞ में इसे 𝑎 से 𝑎 𝜖 के रूप में परिभाषित किया जाता है यह फलन 𝜙𝜖a है तो यहां हमारे पास 1𝜖 है और फिर e st है और फिर हमारे पास है इसलिए क्योंकि शेष डोमेन में यह 𝜙𝜖a 0 है इसलिए इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म के कारण a से 𝑎 𝜖 और e st तक इंटीग्रलबना रहेगा तो यहाँ 1𝜖 और फिर यहाँ हमारे पास e st s है यह इंटेग्रटिंग मान है और इसे a से 𝑎 𝜖 तक की लिमिट के लिए सेट किया जाएगा तो यहाँ हमारे पास 1s𝜖 है हम अब ऋण चिह्न को समायोजित करेंगे इसलिए पहले हम a की लिमिट लगाएंगे ताकि हमें e sa मिल जाए और फिर हमारे पास e sa𝜖 हो तो e sas𝜖आम है तो यहां हमारे पास 1 e s𝜖 है तो यह इस आयताकार पल्स फ़ंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है जो यहां लिखा गया है e sas𝜖1 e s𝜖 तो अब डिराक डेल्टा फ़ंक्शन के इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म पर वापस आ रहे हैं जो इस आयताकार पल्स की स्थिति को सीमित कर रहा है जिसका अर्थ है कि इस 𝛿𝑡 − 𝑎को 𝜖0𝜙𝜖a के रूप में परिभाषित किया जा सकता है तो हम पहले से ही इस आयताकार पल्स फ़ंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को जानते हैं अब हमें केवल यह सौदा करना है कि अब क्या होगा जब हम इसे 𝜖 से 0 पर ले जाते हैं क्योंकि यह ठीक डिराक डेल्टा फ़ंक्शन है तो यहाँ इस लैपलेस ट्रांसफ़ॉर्म में हम इस 𝜖 को 0 पर जाने देंगे और हमें इस डिराक डेल्टा फंक्शन का लैपलेस ट्रांसफ़ॉर्म मिलेगा तो डिराक डेल्टा फ़ंक्शन का लाप्लास ट्रांसफ़ॉर्म e as के रूप में आएगा इसे कैसे प्राप्त करें तो हम यहां केवल लिमिट निर्धारित करेंगे तो हम इस बात पर विचार करेंगे कि जब 𝜖 के 0 पर जाता है तो इसका क्या होगा इसलिए यहां इससे निपटने के लिए जब 𝜖 0 पर जाता है तो e s𝜖 जो कि 1 होने वाला है हमें 1 1 मिलता है इसलिए हम हैं 00 फॉर्म प्राप्त करना जब हम इस पर विचार करते हैं तो 𝜖 0 पर जाता है तो तब हम LHopital नियम लागू कर सकते हैं जिसका अर्थ है कि हमारे पास e as वहाँ है और हम यहाँ अंतर करेंगे तो माइनस और माइनस के साथ प्लस s होगा हमारे पास e s𝜖 है और फिर इस से विभाजित किया जाएगा और यह 𝜖 डेरीवेटिव 1 होगा तो यह s और s रद्द हो जाएगा इसलिए हमारे पास e s𝜖e saहै और जब हम इसे 𝜖 से 0 लेते हैं तो यह 1 है तो लिमिट होगी बस e asजैसा हो तो यहाँ इस 𝛿𝑡 𝑎 का e as रूप में लाप्लास ट्रांसफॉर्म है इस डिराक डेल्टा फ़ंक्शन के कुछ दिलचस्प गुण हैं और हम उनके माध्यम से जाएंगे और फिर हम इन गुणों के माध्यम से डिराक डेल्टा फ़ंक्शन के इस लैपलेस ट्रांसफॉर्म को प्राप्त करने के वैकल्पिक तरीके की तलाश करेंगे पहली संपत्ति कहती है या कभी कभी इसे परिभाषित किया जाता है या मेरा मतलब है कि इसे इस डिराक डेल्टा फ़ंक्शन की परिभाषा के रूप में भी माना जाता है तो हमारे पास 𝛿𝑡 − 𝑎 0 के बराबर है जब भी t 𝑎 के बराबर नहीं है इसलिए जब भी हम उस बिंदु t पर होते हैं जो a के बराबर नहीं होता है इसे 0 के रूप में परिभाषित किया जाता है और जब हम इस 𝛿𝑡 − 𝑎 को कुछ अंतराल 𝑐 से 𝑑 में इंटेग्रटिंग करते हैं और यदि इस 𝑐 से 𝑑 में वह बिंदु a होता है तो इस समाकल का मान 1 होगा अन्यथा इस समाकल का मान 0 होगा या अधिक सामान्य स्थिति तब होती है जब हम 𝛿𝑡 − 𝑎 को इस 𝑓𝑡 के साथ इस 𝑐 से 𝑑 में इंटेग्रटिंग करते हैं उस स्थिति में इस समाकल का मान 𝑓𝑎 होने वाला है जब a इस अंतराल 𝑐 से 𝑑 के अंतर्गत आता है या यह 0 होगा जब a 𝑐 से 𝑑 की लिमिट के बाहर है तो यह एक अधिक सामान्य स्थिति है जब हमारे पास यह डेल्टा फ़ंक्शन इस इंटीग्रेशन के तहत यहां कुछ फ़ंक्शन 𝑡 𝑑𝑡 के साथ है तो मान केवल 𝑓 𝑎 होगा जब भी a c और d के बीच झूठ होगा इसलिए डिराक डेल्टा फ़ंक्शन के इन गुणों के साथ हम वास्तव में अब इस 𝛿𝑡 − 𝑎 के इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म को सीधे लागू कर सकते हैं इसलिए परिभाषा के अनुसार हमारे पास e st और 𝛿𝑡 − 𝑎𝑑𝑡 हैं और इस गुण का उपयोग यहां करते हैं क्योंकि यह t 0 से ∞ तक जाता है और हम यहां जो कुछ भी लेते हैं a निश्चित रूप से सकारात्मक माना जाता है तो उस स्थिति में यह इंटीग्रेशन के इस अंतराल में निहित होगा और इस इंटीग्रेशन का मूल्य इस फ़ंक्शन का मान e st पर t के बराबर a के बराबर होने वाला है तो इसका मतलब है कि e as इस इंटीग्रल का मूल्य है जो डिराक डेल्टा फ़ंक्शन का लैपलेस ट्रांसफॉर्म है बस एक छोटी सी टिप्पणी कि शास्त्रीय अर्थ में ऐसा कोई कार्य मौजूद नहीं है तो कोई इस 𝛿𝑡 को 0 के रूप में सोच सकता है और t 0 के बराबर नहीं है और किसी तरह ∞ जब t 0 के बराबर है तो बस एक और टिप्पणी इसलिए हमने पहले से ही इस हेविसाइड फ़ंक्शन पर विचार किया है जिसे परिभाषित किया गया है कि जब भी 𝑡 𝑎 यह 0 है और 𝑡 ≥ 𝑎 यह 1 है और वास्तव में हमने पहले इस फ़ंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म की गणना की है 𝑢𝑡 − 𝑎 क्योंकि इस मामले में यह केवल 𝑎 से ∞ तक इंटेग्रटिंग होगा और फ़ंक्शन 1 है और फिर e st और फिर हमारे पास d𝑡 है जिसे इंटेग्रटिंग किया जा सकता है तो हमारे पास e st sहै फिर 𝑎 से ∞ तो यह 0 पर जाएगा फिर हमारे पास 1s और e sa है तो यह इस फ़ंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है यह भारी पक्ष फ़ंक्शन 𝑢𝑡 − 𝑎 या कभी कभी हम यहां ua𝑡 को किसी भी तरह से निरूपित करते हैं और हम यह भी जानते हैं कि इस डेल्टा फ़ंक्शन का लैपलेस ट्रांसफ़ॉर्मेशन डिराक डेल्टा फ़ंक्शन e as है और हम कुछ अंतर्ज्ञान देने की कोशिश करेंगे कि इस डिराक डेल्टा फ़ंक्शन और इस हेविसाइड फ़ंक्शन के बीच क्या संबंध है क्योंकि अगर हम वहाँ पर करीब से नज़र डालें तो लैपलेस ट्रांसफ़ॉर्म वहाँ हम दोनों में e as समान हैं तो हम पहले से ही इस डेरीवेटिव प्रमेय को जानते हैं कि इस ua के डेरीवेटिव का लाप्लास uasLuaहोगा तो u𝑎 के इस डेरीवेटिव का लाप्लास ua s इस का लाप्लास गुना होगा तो हम यहां इस लाप्लास को प्रतिस्थापित कर सकते हैं और हमें क्या मिलेगा क्योंकि यह 0 होने वाला है और फिर हमारे पास इस ua का लाप्लास का 6 गुना है जो कि सिर्फ e asहै तो हमने देखा है कि इस डेरीवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्मण e as जैसा है और उस स्थिति में हम यहां जो देखते हैं वह इस हेविसाइड फ़ंक्शन के डेरीवेटिव का लाप्लास है क्योंकि इस हेविसाइड फ़ंक्शन के डेरीवेटिव का लाप्लास e as है असंद जो डिराक डेल्टा फ़ंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मण है तो डिराक डेल्टा फ़ंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मण और हेविसाइड फ़ंक्शन के डेरीवेटिव के लाप्लास ट्रांसफॉर्म वे समान हैं तो ऐसा लगता है कि इस हेविसाइड फ़ंक्शन का डेरीवेटिव इस निष्कर्ष से डिराक डेल्टा फ़ंक्शन है लेकिन यह भी उचित है क्योंकि यदि हम परिभाषा पर एक नज़र डालते हैं तो यदि हम 𝛿𝑥 − 𝑎 को 0 से t में इंटेग्रटिंग करते हैं तो हमें क्या मिलेगा हमें हीविसाइड फंक्शन मिलेगा क्योंकि यदि यह 𝑡 𝑎 है तो यह अंतराल में समाहित होगा और 𝑡 𝑎 के लिए मान 1 होगा इस समाकल का मान और 0 और 𝑡 𝑎 तो हम यहां प्राप्त कर रहे हैं कि इस 𝛿𝑥 − 𝑎 का इंटीग्रल बराबर 𝑢𝑡 − 𝑎 है जिसका अर्थ है कि कुछ अर्थों में इसका मतलब है कि इस हेविसाइड फ़ंक्शन का डेरीवेटिव डिराक डेल्टा फ़ंक्शन है और जो से आ रहा है यह लैपलेस ट्रांसफॉर्म भी क्योंकि हेविसाइड फंक्शन के डेरीवेटिव का लैपलेस ट्रांसफॉर्म डिराक डेल्टा फंक्शन के लैपलेस ट्रांसफॉर्म के बराबर था और हम इस अवलोकन से एक ही निष्कर्ष प्राप्त कर रहे हैं इसलिए कुछ अर्थों में हम कह सकते हैं क्योंकि फिर से शास्त्रीय अर्थ नहीं है क्योंकि यह हेविसाइड फ़ंक्शन एक असंतत कार्य है 𝑡 𝑎 के लिए इसका मान 0 होता है और 𝑡 𝑎 होने पर इसका मान 1 होता है तो यह इस 𝑡 𝑎 पर एक असंतत कार्य है और फिर भी हम इसके डेरीवेटिव के बारे में बात कर रहे हैं और इसका डेरीवेटिव डिराक डेल्टा फ़ंक्शन है जो फिर से एक शास्त्रीय कार्य नहीं है लेकिन हम क्या देखते हैं कि जब हम इस हीविसाइड फ़ंक्शन को इंटेग्रटिंग करते हैं क्योंकि इसका एक स्थिर मान 0 है और यह 1 है तो इसका डेरीवेटिव वहाँ 0 और वहाँ भी 0 होगा इसका मतलब है कि जब भी t a के बराबर नहीं होता है तो इस 𝑢̂ का डेरीवेटिव इस निहितार्थ के अनुसार 0 होने वाला है जो कि हमारा डेल्टा फ़ंक्शन है और जब t a के बराबर होता है तो यह ∞ पर जा रहा है क्योंकि यह Dirac Delta फ़ंक्शन बहुत अधिक बड़ा मान लेता है जहाँ t बराबर a होता है तो यह ∞ पर जा रहा है जो वास्तव में यहाँ फिर से है क्योंकि इस बिंदु पर ढलान ∞ है तो इस हेविसाइड फ़ंक्शन का डेरीवेटिव यह डिराक डेल्टा फ़ंक्शन प्रतीत होता है यहाँ बस एक समस्या है जहाँ हम s1s का लाप्लास प्रतिलोम पाएंगे तो इस s1s को 11s के रूप में लिखा जा सकता है और फिर हम इस लाप्लास को इनवर्स लागू कर सकते हैं तो हमारे पास 1 का लाप्लास प्रतिलोम है और फिर 1s का लाप्लास प्रतिलोम है और लैपलेस प्रतिलोम 1 डिराक डेल्टा फ़ंक्शन है तो 𝛿𝑡 − 0 𝛿𝑡 और यह L प्रतिलोम 1s है जो कि 1 है 1s का लाप्लास प्रतिलोम 1 है इसलिए हमारे पास इस L प्रतिलोम s1s के मान के रूप में 1 𝛿𝑡 है अब हम अगले फलन की ओर बढ़ेंगे जो कि बेसेल का फलन है या बल्कि बेसेल फलन है क्योंकि यह फलनों के अनुक्रम की श्रृंखला है तो क्रम का बेसेल का कार्य n ताकि क्रमआदेश महत्वपूर्ण हो और इसे इस अनंत योग के साथ परिभाषित किया गया है jnr0rr तो इस प्रकार बेसेल के क्रम 𝑛 के फंक्शन्स को परिभाषित किया गया है तो बेसल के क्रम 𝑛 के कार्य परिभाषित हैं और ये पहली तरह के हैं तो बेसेल का कार्य आपको अधिक जानकारी देने के लिए है कि यह बेसेल का कार्य तथाकथित बेसेल के क्रम n के समीकरण का समाधान है और वे साधारण अंतर समीकरण यहां दिए गए हैं जिनमें इस y का nth क्रम डेरीवेटिव y1tyy0 है तो इस बेसेल के समीकरण का समाधान इस बेसेल के कार्य के रूप में अनंत योग के रूप में लिखा जाता है तो इस व्याख्यान में हम अब बेसेल के क्रम 0 और 1 के कार्य पर विचार करेंगे और क्रम 0 के लिए जब हम इसका विस्तार करते हैं तो यह 1 t222t42242 t6224262 और इसी तरह हो जाएगा और अगर हम j1 लिखते हैं तो यह t2t3224 t522426 और अगर हम यहां इन दो फंक्शन्स पर करीब से नज़र डालें और अगर हम इसे अलग करते हैं तो अगर हम इस फ़ंक्शन को अलग करते हैं तो डेरीवेटिव 1 2tz24t3z242 6t5z24262 और यह 2 रद्द हो जाएगा यह 4 भी रद्द हो जाएगा और यह 6 भी रद्द हो जाएगा यह वर्ग है तो हमें क्या मिल रहा है t2t3224 t522426 इत्यादि इसलिए यदि हम ऋण से साइन आउट करते हैं तो हमारे पास t2 t3224t522426 है तो हम क्या देखते हैं कि इस J0𝑡 का डेरीवेटिव J1𝑡 के अलावा और कुछ नहीं है तो अब हम ध्यान देंगे कि J0𝑡 का अवकलज J1𝑡 के अलावा और कुछ नहीं है तो अब हम J0𝑡 और J1𝑡 के लाप्लास रूपान्तरण को ज्ञात करेंगे तो J0𝑡 का लैपलेस ट्रांस्फ़ॉर्म 1 t222t42242 t6224262 का लैपलेस ट्रांसफ़ॉर्म है जो कि J0𝑡की परिभाषा थी और अब हम इस लैपलेस ट्रांसफॉर्म को टर्म द्वारा इस टर्म को लागू करेंगे और इसलिए हमें 1 का लैपलेस ट्रांसफॉर्म मिलेगा जो कि 1s है t2 का लैपलेस ट्रांसफॉर्म जो 2 s3 है 4 का लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन 4 s5है और लैपलेस ट्रांसफॉर्म t6 का जो फैक्टोरियल 6 और फिर हम इसे फिर से लिखेंगे इसलिए यदि हम1sसामान्य लेते हैं तो हमें 1 121s212341s4 1234561s6 मिलेगा क्योंकि यह 2 मिल जाएगा इस वर्ग अवधि को रद्द कर देगा तो हमारे पास 121s2 है यहाँ इस स्थिति में हम यहाँ प्राप्त करेंगे हमारे पास 4 ⋅ 3 ⋅ 2 है इसलिए 2 इस वर्ग को रद्द कर देगा 4 इस वर्ग को रद्द कर देगा और हमारे पास यह 3 है इसलिए हमारे पास 12341s4 है इसी तरह यहां हम 1234561s6 प्राप्त करेंगे इसलिए इस विस्तार या द्विपद विस्तार पर ध्यान दें हमारे पास 1x n है 1 nxnn112x2 nn1n2123x3 तो इस पर ध्यान देते हुए यदि हम इसे देखने की कोशिश करते हैं और इसे 𝑛 के बराबर 12 लेते हैं तो हम इसे ठीक से प्राप्त करेंगे क्योंकि यहां हमारे पास यह 12 है जो वहां मेल खाता है तो जब 𝑛 12 हमारे पास 1 घटा यह12 है 𝑛 आधा है तो हमारे पास 12और फिर 32 है इसलिए हमें ठीक यही मिलेगा यहाँ भी हमारे पास 𝑛 12 है तो हमारे पास 32 है और हमें यहाँ भी 52मिलेगा तो इसे अब इस प्रकार लिखा जा सकता है इस पद को इस प्रकार लिखा जा सकता है कि 1211s2 12 तो यह एक अधिक कॉम्पैक्ट रूप है लेकिन फिर भी हम इसे सरल बना सकते हैं हमारे पास s21s2 है और यह s2 s के साथ ऊपर जाएगा इसलिए s s रद्द हो जाता है और हमें केवल 11s2मिलेगा तो इसे J0𝑡 के लाप्लास ट्रांसफॉर्म के रूप में रखते हुए जो कि 11s2 है और हम जानते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मित होता है इसलिए हम जानते हैं कि J1𝑡 −J0𝑡 तो हम यहाँ दोनों तरफ लाप्लास लेते हैं लाप्लास को दोनों तरफ ले जाने पर हमें यह J0'𝑡 का लैपलेस प्राप्त होता है और फिर हमारे पास डेरीवेटिव प्रमेय का उपयोग करके J1𝑡 का लैपलेस इसके बराबर है तो यहाँ यह एक डेरीवेटिव है और यह J0𝑡 और plus J0 के −𝑠 लैपलेस के बराबर है और फिर इसलिए इसJ1 का लैपलेस 1 − 𝑠𝐿J0𝑡 होगा जो कि 11s2 होने वाला है इसलिए हम इसे रखेंगे क्योंकि J0 होने वाला है11s2 तो हम वहां से गणना कर सकते हैं जब t 0 है जिसका अर्थ है J0 जो केवल 1 होने वाला है और फिर यहाँ 𝑠 J0𝑡 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो यहाँ से आ रहा है इसलिए आप अभी स्थानापन्न कर सकते हैं तो हमारे पास 1 11s2 है जो J1𝑡का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है इसलिए J0𝑡 के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को देखते हुए हम इस डेरीवेटिव प्रमेय को लागू कर सकते हैं और यह नोट कर सकते हैं कि J0𝑡 1 है इसलिए हम प्राप्त कर सकते हैं कि J1𝑡 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 11s2 के बराबर है इसलिए कनवल्शन प्रमेय का उपयोग करके अब हम यह साबित करेंगे कि यह Β𝑚 𝑛 जिसे 01um 1n 1duके रूप में परिभाषित किया गया है और इसे mn के रूप में दिया गया है तो हम पहले ही इस परिणाम को इंटीग्रल कैलकुलस में साबित कर चुके हैं और अब हम देखेंगे कि इस कनवल्शन थ्योरम और बीटा फंक्शन के लैपलेस का उपयोग करना बहुत आसान है हम इस संबंध को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं इसलिए यदि हम यह मान लें कि यह ftm 1 है और यदि हम gtn 1 लेते हैं तो हमने इन दो फंक्शन्स को परिभाषित किया है और फिर उनके उत्पाद उनके कनवल्शन उत्पाद को 0t𝜏m 1t 𝜏n 1d𝜏 के रूप में मानें तो इस संकल्प को इस तरह परिभाषित किया गया है और फिर हम यहां 𝜏 𝑢 𝑡 को प्रतिस्थापित करते हैं तो यह 𝜏 𝑢 𝑡 और यहाँ भी यह 𝑢 𝑡 है इसलिए यदि हम इसे 𝜏 𝑢 𝑡 परिभाषित करते हैं और 𝑑𝜏 𝑡 𝑑𝑢 होगा तो हमारी लिमिटएं 0 से 1 तक होंगी क्योंकि जब t 0 होता है तो हमारे पास 0 होता है और फिर t 𝜏 होता है इसलिए u होगा 1 तो हमारे पास इस नए इंटीग्रल की लिमिट 0 से 1 है जहां 𝜏 को 𝑢 𝑡 से बदल दिया जाता है इसलिए हमारे पास है tm 1um 1वहां से भी क्योंकि हम इस tn 1 को सामान्य ले सकते हैं और फिर हमें मिलेगाm 1 और d𝜏 𝑡 𝑑𝑢 होगा तो हम इस t को एकत्र कर सकते हैं हमारे पास tmn 101um 1n 1duहै जो बीटा फ़ंक्शन है तो यह उत्पाद इन दो फंक्शन्स का दृढ़ संकल्प f और g आ रहा है tmn 1Β𝑚 𝑛 तो इस परिणाम के साथ कि इन दो फंक्शन्स का संकल्प हमें इस tmn 1 के साथ बीटा फ़ंक्शन देता है हम लाप्लास रूपान्तरण का उपयोग कर सकते हैं और विशेष रूप से लाप्लास ट्रांसफॉर्म की संकेंद्रित संपत्ति जिसकी हमने पहले चर्चा की है इसका मतलब है कि इस tmn 1Β𝑚 𝑛 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस संकल्प के लाप्लास के बराबर है और यह एक कनवल्शन प्रॉपर्टी है कि वहां कनवल्शन का लैपलेस f और g के लैपलेस के गुणनफल के बराबर होगा तो यह उत्पाद होने के कारण हमारे पास tm 1 का लैपलेस है और हमारे पास वहां उत्पाद है तो हम पहले से ही tm 1 के इस लैपलेस को sm के रूप में जानते हैं और tn 1 के लिए भी हम जानते हैं sn इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ mn है और यहाँ हमारे पास लाप्लास है तो अब अगर हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लें तो क्या होगा हमारे यहाँ tmn 1Β𝑚 बेसेल का फलन 𝑚n होगा और फिर यहाँ हमारे पास दाहिनी ओर है यह Γ𝑚Γ𝑛 और 1smn का लाप्लास प्रतिलोम है जो tmn 1mn तो यह अब हमें देता है कि यह Β𝑚 𝑛 mn इसलिए इन दो फ़ंक्शन tm 1और tn 1 पर विचार करते हुए हमने यह संबंध स्थापित किया है कि यह कनवल्शन उत्पाद इस tmn 1 के गुणन के साथ इस बीटा फ़ंक्शन के बराबर है फिर हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेते हैं और फिर इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म और हम इसे Β𝑚 𝑛 को Γ𝑚 और Γ𝑛 के संदर्भ में आसानी से प्राप्त कर लेते हैं आखिरी में हमारे पास लैगुएरे पोलीनोमियल्स हैं जिन्हें Lnetn dndtn के रूप में परिभाषित किया गया है n 0 1 2 और इसी तरह है लैगुएरे पोलीनोमियल्स इस रूप में दिए गए लैगुएरे अंतर समीकरण के समाधान हैं xd2ydx2dydxny00 तो यह लैगुएरे अंतर समीकरण है और इसका समाधान लैगुएरे पोलीनोमियल्स के रूप में दिया जाएगा तो यहाँ इसे x के पदों में लिखा गया है इसलिए स्वाभाविक रूप से इस Ln को x के पदों में भी लिखा जा सकता है यहाँ हम दिखाएंगे कि इन Ln𝑡 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म और कुछ नहीं बल्कि nsn1 है तो अगर हम परिभाषा के साथ विचार करते हैं तो हमारे पास e st है यहां ये लैगुएरे पोलीनोमियल्स हैं और हमें इसे t के संबंध में इंटेग्रटिंग करना होगा कि हम निकाल सकते हैं और फिर हमारे पास e st और et है तो हमने इन दोनों को मिला दिया है और फिर ettn के th ऑर्डर डेरीवेटिव को मिला दिया है और अब हम इसे भागों द्वारा इंटेग्रटिंग कर सकते हैं जिसका अर्थ है कि e tजैसा है वैसा ही है और हम इसे इंटेग्रटिंग करेंगे तो एक आदेश यहाँ घटाया जाएगा फिर लिमिट 0 से ∞ तक अब हम इसे वहाँ विभेदित करेंगे इसलिए 𝑠 − 1कारक ऋणात्मक चिह्न के साथ आएगा जो इस चिन्ह को यहाँ धनात्मक बना देगा फिर हमारे पास 0e tdn 1dtn 1dt है यदि हम यहाँ यह पहला पद देखते हैं जब t इस एक्सपोनेंशियल पद के कारण ∞ पर जाता है तो यह लुप्त हो जाएगा और जब t 0 पर जाता है क्योंकि हमारे पास इस e ttnका यह 𝑛 1th डेरीवेटिव है इसलिए प्रत्येक पद में जब हम अंतर करते हैं तो यह जीवित रहेगा और जब t 0 पर जाता है तो यह 0 होगा तो यह ३ के कारण इस एक्सपोनेंशियल पद के कारण यह पद लुप्त हो जाएगा और इस tn के कारण और हम 𝑛 − 1th क्रम के डेरीवेटिव के बारे में बात कर रहे हैं तो प्रत्येक पद में t दिखाई देगा और जब t 0 पर जाएगा तो यह 0 पर जाएगा तो यह पूरा पद 0 हो जाएगा इसलिए हम s 1n के साथ रहेंगे और फिर यहाँ इंटीग्रल जो 0e tdt है तो इसका लाप्लास n होगा और क्योंकि हमें अब इंटेग्रटिंग करने की इस प्रक्रिया को जारी रखना है इसलिए हर बार जब तक हमें यह डेरीवेटिव पावर 0 नहीं मिल जाती है तब तक हमारे यहां कमी होगी जिसका अर्थ है कोई डेरीवेटिव नहीं तो यहाँ समानांतर रूप से यह पावर बढ़ेगी इसलिए हमारे पास इस प्रक्रिया का n गुना अंतर होगा तो हम यहाँ घात n प्राप्त करेंगे और फिर हमारे पास यह पद डेरीवेटिव के बिना होगा जिसे अब nn Ltn के रूप में लिखा जा सकता है क्योंकि हमारे पास −𝑡 है और 𝑡 रद्द हो जाएगा इसलिए e st और tn जो tn का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है और जिसे हम परिणाम जानते हैं जो n sn1 है और फिर हम गठबंधन कर सकते हैं या हम इन दोनों को रद्द कर सकते हैं इसलिए हमें यह मिला nsn1 तो ये वे संदर्भ हैं जिनका उपयोग हमने इस व्याख्यान को तैयार करने के लिए किया है और केवल निष्कर्ष निकालने के लिए इसलिए इस व्याख्यान में हमने डिराक डेल्टा फ़ंक्शन पर विचार किया है जिसे परिभाषित किया गया था कि 𝛿𝑡 − 𝑎 0 के बराबर है जब भी t a के बराबर नहीं होता है और यह इंटीग्रल ccfdt हमेशा f𝑎 के बराबर होता है यदि यह a c और d के बीच स्थित है अन्यथा यह 0 है हमने बेसेल के कार्य पर चर्चा की है और हमने मामले के लिए इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म की गणना की है जब n 0 और 1 है हमने इस लैगुएरे पोलीनोमियल्स Ln𝑡 पर भी चर्चा की है और हमने इस सामान्य मामले के लिए इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म की गणना की है और यह सब है इस व्याख्यान के लिए और मैं आपके ध्यान के लिए धन्यवाद देता हूं